आइए हम जो कर रहे हैं उस पर वापस जाएं तो अगले पांच मिनट के लिए बस थोड़ा सा रीकैप करें तो पहली बात यह है कि हमने रेडिएशन की तीव्रता को डिफाइन किया है और हमने तीव्रता को डिफाइन किया जो वेवलैंथ का एक कार्य होने जा रहा है जिस पर एमिशन या रेडिएशन होता है और निश्चित रूप से यह स्थिति और तापमान का एक कार्य होने जा रहा है तो यह पहली डेफिनेशन हमारे पास थी और फिर हमने डिफाइन किया कि एक निश्चित वेवलैंथ पर उत्सर्जित या प्राप्त आदि विकिरण का प्रवाह क्या है और ध्यान दें कि इन फ्लक्स को इस आधार पर डिफाइन किया गया है कि क्या यह एक उत्सर्जन है इसे सरफेस के क्षेत्र के आधार पर डिफाइन किया गया है जो उत्सर्जित कर रहा है और यदि यह प्राप्त कर रहा है तो यह सरफेस के क्षेत्र पर आधारित है जो रेडिएशन प्राप्त कर रहा है और फिर हमने इस सभी विशाल इंटीग्रल स्पेक्टरल हैमिस्फेरिकल वगैरह हैमिस्फेरिकल मात्राओं को परिभाषित किया और वह 2 से ई है जो भी तीव्रता मात्रा साइन थीटा कॉस थीटा दथेटा डीफी द्वारा गुणा की जाती है जहां थीटा और फाई 3 आयामी कॉड्रिनेट सिस्टम में एंगल हैं और फिर हम कुल डिफाइन करते हैं तो हमने कुल प्रवाह को डिफाइन किया क्योंकि यह एक है वेवलैंथ का कार्य तो हमें डिफाइन करने की आवश्यकता है इसलिए यदि इसे ई लैम्ब्डा कहते हैं तो उत्सर्जन के लिए तो आपके पास ई लैम्ब्डा टी ई लैम्ब्डा है जो आपको कुल प्रवाह देता है यानी ई ठीक है और यह केवल एक फ़ंक्शन है तापमान का और फिर हमने देखा कि हमने ब्लैकबॉडी रेडिएशन को देखा और हमने स्टीफन नहीं प्लैंक के नियम पर इनमें से कुछ कानूनों को देखा प्लैंक का नियम और वास्तव में प्लैंक का नियम कॉंसिट्यूटिव रिलेशनशिप है जैसा कि हमने फिक के नियम या ऊष्मा परिवहन में फूरियर के नियम और बड़े पैमाने पर स्थानांतरण में फिक के नियम के रूप में देखा था प्लैंक का नियम फंडामेंटल लॉ है जो रेडिएशन का वर्णन करता है और उसी से हमने स्टीफन को पाया वीन का डिसप्लेसमेंट लॉ और हमने विकिरण गुणों का वर्णन करने के लिए स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ कॉंस्टेंट भी पाया जिसे हम कहते हैं हाँ तो सवाल यह है कि क्या होता है जब आप 0 से पीआई को इंटीग्रेट करते हैं यदि यह एक सतही उत्सर्जन है तो आप इसे शुरू करने के लिए नहीं कर सकते कि अगर यह एक बड़ा उत्सर्जन है तो यह एक अलग कहानी है हम बाद में इससे निपटेंगे वॉल्यूमेट्रिक उत्सर्जन में यह सही है कि आपको इसे हर जगह इंटीग्रेट करना होगा और हम देखेंगे क्योंकि वहां आपके पास अवशोषण है और आपके पास ट्रांसमिशन भी है ताकि हम इस बात का ध्यान रखें कि यह शून्य न हो तो इस मामले में यदि यह एक सतह उत्सर्जन है तो आप इसे 0 से पीआई के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं इसे एंगल थीटा पर 0 से पीआई तक 2 होना चाहिए क्योंकि यह एक सतह उत्सर्जन है जिसे आप दूसरी सतह नहीं देख सकते हैं आप दूसरे को नहीं देख सकते हैं सतह के किनारे यह केवल ऊपर की तरफ देख रहा है तो आपको केवल ऊपरी हैमिस्फेयर में इंटीग्रेट करना होगा कोई अन्य प्रश्न ठीक है तो हम जा रहे हैं और हमने यह भी देखा कि हमने उत्सर्जन की डेफिनेशन को भी देखा इसलिए हम पिछले लेक्चर में वहीं रुक गए इसलिए आज हम इसे यहां से आगे ले जाने वाले हैं इसलिए हमने अवशोषण की डेफिनेशन के लिए पिछले लैक्चरो में चर्चा शुरू की तो वहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जैसा कि पिछले लैक्चर में देखा गया था ऐसी डेफिनेशंस का उद्देश्य यह है कि वास्तविक सतह पर ध्यान दें कि ब्लैकबॉडी को एक मानक माना जाता है इसलिए यदि आप रीयल सरफेसेस से विकिरण उत्सर्जन का वर्णन करना चाहते हैं तो यह बहुत काम आता है यदि आप इन पैरामीटर्स इन आंतरिक गुणों जैसे उत्सर्जन और अवशोषण को जानते हैं तो ध्यान दें कि संबंधित ब्लैकबॉडी रेडिएशन के आधार पर उत्सर्जन का वर्णन किया जाता है जबकि अवशोषण को कुल घटना विकिरण के आधार पर डिफाइन किया जाता है हम आज के लैक्चर में यह देखने जा रहे हैं कि रीयल सरफेसके लिए इसे कैसे कैरेक्टराइज़ किया जाए अब तक हमने पिछले दो लैक्चरो में विकिरण में कभी नहीं देखा हमने वास्तविक रीयल सरफेस को कभी नहीं देखा और आज हम यह देखने जा रहे हैं कि वास्तव में कुछ रीयल सरफेस गुणों को कैसे चित्रित किया जाए ठीक है तो इसलिए अल्फा वह प्रतीक है जो अवशोषण के लिए दिया जाता है जो आपकी टैक्स्टबुक में दिए गए नॉमनक्लेचर के अनुरूप है जो वलैंथ का एक कार्य होने जा रहा है और यह स्थिति का भी एक कार्य होने जा रहा है इसे एब्जोर्बटिव रेडिएशन की तीव्रता के रेशिओ के रूप में डिफाइन किया गया है जो कि स्थिति का एक कार्य है और उस सतह द्वारा प्राप्त कुल घटना रेडिएशन द्वारा डिवाइडेड वेवलैंथ ठीक है अब मान लीजिए कि मैं यहाँ एक सतह बनाता हूँ रेडिएशन की एक निश्चित मात्रा होती है जो सतह द्वारा प्राप्त की जाती है तो यह एक घटना रेडिएशन है तो 3 संभावित तरीके हैं जिनसे रेडिएशन को डिवाइड किया जा सकता है एक यह है कि यह रिफ्लेक्टिड हो सकता है कुछ मात्रा में रेडिएशन सिद्धांत रूप में ट्रांसमिटिड हो सकता है और यदि यह एक सीमित सतह है तो हम मोटाई एल कहते हैं तो इसमें से कुछ को ट्रांसमिटिड किया जा सकता है यदि मैं ट्रांसमिशनके लिए ताऊ कहता हूं और कुछ सिद्धांत रूप में हो सकता है अवशोषित किया जा सकता है और इसलिए सतह पर आने वाली किसी भी घटना रेडिएशन को वास्तव में एब्ज़ोर्ब या रिफलेक्टिड या ट्रांसमिटिड किया जा सकता है इसलिए यदि इंसीडेंट रे यदि हम जानते हैं कि टोटल इंसीडेंट रेडिएशन क्या हैं तो एब्ज़ोर्बटिविटी को केवल एक लोकल एब्ज़ोर्बटिविटी के रूप में फाइन किया जाता है जिसे केवल रेडिएशन की मात्रा या रेडिएशन की तीव्रता के अनुपात के रूप में फाइन किया जाता है जिसे टोटल इंसीडेंट रेडिएशन से डिवाइड किया जाता है तो एक बार फिर हम स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल वगैरह जैसी चीजों को फाइन कर सकते हैं क्योंकि यह पॉज़िशनल डिपेंडेंट और वेवलैंथ पर निर्भर है तो हम डिफाइन कर सकते हैं हम मात्राओं को डिफाइन कर सकते हैं जिन्हें स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल एब्ज़ोर्बटिविटी कहा जाता है तो यह स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल एब्ज़ोर्बटिविटी और इसे परिभाषित किया गया है कि यह क्या है परिभाषा क्या होगी पिछले लैक्चर में और इससे पहले हमने जो देखा है उसके आधार पर रेशिओ क्या होगा तो यह स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल है तो यह जी लैम्ब्डा द्वारा दिया गया है अवशोषित है कि स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल रेडिएशन है रेडिएशन जो कि उस सतह पर घटना स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल द्वारा विभाजित सतह द्वारा अवशोषित होता है लेकिन हम जानते हैं कि स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल मात्रा की परिभाषा के अधिकार से यह 0 से 2 है पाई द्वारा 2 अवशोषित साइन थीटा डीएफआई को डीथेटा से डिवाइड किया गया है लेकिन अवशोषण की परिभाषा से हम घटना अवशोषण को इसके टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं अवशोषण की घटना तीव्रता है अवशोषण के साथ जो उस प्रणाली की एक इंट्रिनसिक प्रोर्पटी है इसलिए ताकि हम फिर से लिख सकें इसलिए हम इसे केवल अल्फा I लैम्ब्डा के रूप में बदल सकते हैं मैं अल्फा लैम्ब्डा थीटा में तो यह घटना रेडिएशन से गुणा की गई एब्ज़ोर्बटिविटी है तो मान लीजिए कि घटना रेडिएशन यदि यह एक फैलाना रेडिएशन है तो इसका मतलब है कि सतह द्वारा प्राप्त रेडिएशन हैमिस्फेरिकल के कोर्डिनेट्स में सभी दिशाओं में समान है गोलार्द्ध में प्रत्येक दिशा में इंसीडेंट इरेडिएशन समान होता है तो यह किस मामले में होगा पाई द्वारा अल्फा लैम्ब्डा 1 क्या होगा तो यह 1 बाय पाई होगा तो मैं लैम्ब्डा मैं बाहर आऊंगा क्योंकि यह थीटा और फी से इंडिपेंडेंट है तो यह रद्द हो जाएगा और पाप थीटा कोस थीटा दथेटा डीफी का अभिन्न अंग कुछ भी नहीं है लेकिन एक गोलार्ध का सॉलिड एंगल है इसलिए यह 1 बाय पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई अल्फा दथेटा डीफी होगा इसी प्रकार कोई परिभाषित कर सकता है कि कुल एब्ज़ोर्बटिविटी क्या कहलाती है कुल एब्ज़ोर्बटिविटी और वह अल्फा होगा जो केवल तापमान का एक कार्य है एक बार फिर परिभाषा के अनुसार इंटीग्रल जी लैम्ब्डा को इंटीग्रल 0 से इनफिनिटी अवशोषित करने के लिए डवाइड किया जाएगा तो वह परिभाषा है तो इसलिए एक बार आप मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोगों ने इन इंटीग्रल्स को लिखने और यह समझने का अभ्यास किया होगा कि ये इंटीग्रल क्या हैं इसलिए आपको इन स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल राशियों को लिखने का तरीका जानने के लिए बहुत अधिक अभ्यास करना होगा क्योंकि जब भी आप किसी रेडिएशन समस्या से निपटते हैं तो आप इसे हर जगह देख सकते हैं और वास्तव में शायद इस लैक्चल के बाद मैं शायद इन स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल इंटीग्रल्स को भी नहीं लिखूंगा जब मैं कहता हूं कि यह एक सबस्क्रिप्ट लैम्ब्डा है तो यह समझा जाता है कि यह स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल है यदि मैं बिना सबस्क्रिप्ट के केवल अल्फा लिखता हूं तो यह कुल मात्रा होगी इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि ये इंटीग्रल्स यथाशीघ्र क्या हैं अन्यथा कक्षा में जो हो रहा है उसका पालन करना बहुत कठिन होगा तो इसलिए हमने कहा कि एक सतह में रिफलेक्शन भी हो सकता है और ट्रांसमिशन भी हो सकता है ठीक है तो प्रिंसिपल रूप में अवशोषण के समान कोई मात्रा को परिभाषित कर सकता है जिसे परावर्तन और संचारण कहा जाता है मैं इन सभी गोरी इंटीग्रल्स को दोबारा नहीं लिखने जा रहा हूँ रिफलेक्शन जिसे परिभाषित किया गया है कि कौन सा प्रतीक है जिसका उपयोग किया जाता है rho इसलिए लैम्ब्डा कॉमा थीटा का अर्थ है कि यह स्थानीय परावर्तन है लैम्ब्डा का आरओ स्पैक्टरल हैमिस्फेरिकल परावर्तन है जो केवल लैम्ब्डा और तापमान का एक कार्य है और टी का आरओ कुल परावर्तन है जो केवल तापमान का एक कार्य है इसी तरह कोई भी परिभाषित कर सकता है जिसे ट्रांसमिटिविटी कहा जाता है ताऊ वह प्रतीक है जो ट्रांसमिटिविटी के लिए उपयोग किया जाता है एक बार फिर आप लोकल ट्रांसमिटिविटी को परिभाषित कर सकते हैं इसलिए केवल लैम्ब्डा का एक फंक्शन जो स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल ट्रांसमिटिविटी है और टोटल जो केवल एक फंक्शन है तापमान का तो अल्फा प्लस आरएचओ प्लस ताऊ क्या है कुल एब्ज़ोर्बटिविटी प्लस कुल रिफ्लेक्टिविटी प्लस कुल ट्रांसमिटिविटी हाँ हूँ यह 1 है क्योंकि सभी रेशिओ घटना की तीव्रता के आधार पर डिफाइन किए गए हैं इसलिए केवल तीन पॉसिबल तरीकों से रेडिएशन को डिवाइड किया जा सकता है और इसलिए यह 1 के बराबर होना चाहिए इसी तरह वह भी बराबर है 1 तक ठीक है यह देखना बहुत आसान है बहुत सीधा है अब तक कोई सवाल ठीक है इसलिए हम अगले विषय पर जाने वाले हैं जो मूल रूप से किरचॉफ का नियम है तो जिस तरह हमने चालन पर चर्चा करते समय ऊर्जा बैलेंस लिखा था वैसे ही किरचॉफ का नियम वास्तव में किसी भी रीयल सरफेस में डिएशन को मापने की दिशा में पहला कदम है इसलिए हमने ब्लैकबॉडी रेडिएशन को देखा था वास्तव में हम ब्लैकबॉडी रेडिएशन को देखकर शुरू करने जा रहे हैं किरचॉफ का नियम वास्तव में ब्लैकबॉडी रेडिएशन से संबंधित है लेकिन अंततः आप जो देखेंगे इस कानून से जो निकलता है वह अनिवार्य रूप से कुछ क्वॉंटिफाइंग पहलू है रीयल सरफेस तो ध्यान दें कि वास्तविक सतह ब्लैकबॉडी एक आइडियालाइज़ेशन है और ऐसी कोई सतह नहीं है जो ब्लैकबॉडी से अधिक उत्सर्जित कर सके ठीक है इसलिए ब्लैकबॉडी के कैरेक्टराइज़िंग प्रिंसिपल्स के साथ आना महत्वपूर्ण है और इससे हमें रीयल सरफेस से रेडिएशन को समझने या मापने में मदद मिलेगी क्योंकि हमने उत्सर्जन को डिफाइन किया है जो वास्तव में सतह से उत्सर्जन का रेशिओ है ब्लैक बॉडी तो अगर हम ब्लैक बॉडी को जानते हैं तो हम ठीक हैं तो किरचॉफ का नियम क्या करेगा मान लीजिए कि आप मान लेते हैं कि एक बड़ा घेरा है यह एक बड़ा घेरा है और हम मान लें कि यह इनक्लोज़र है कोई गर्मी नहीं है जो खो रही है और हम यह भी मान लें कि इस बड़ी सतह पर किसी तरह कुछ हीटिंग किया जाता है जैसे कि आंतरिक तापमान स्थिर बना रहता है इसलिए आंतरिक तापमान इज़ोथर्मल है तो यह एक बड़ा घेरा है और सतह की आंतरिक सतह का तापमान स्थिर बना रहता है और आइए मान लें कि यह क्यूम की स्थिति है हमने इससे निपटा नहीं है कि क्या होता है यदि यह गैर वैक्यूम है हम देखेंगे कि इस रेडिएशन खंड के अंत में मीडिया के प्रभावों को कैसे शामिल किया जाए तो आइए मान लें कि मान लीजिए कि N ऑब्जेक्ट हैं जो सस्पेंडेड हैं इस बड़े बाड़े के अंदर N वस्तुएं हैं जो सस्पेंडेड हैं और इनमें से प्रत्येक का यह सतह क्षेत्र A1 है तो वह सतह क्षेत्र है तो A1 A2 ये वस्तुओं के सतह क्षेत्र हैं और मान लीजिए कि बड़े घेरे का सतह क्षेत्र As है और मान लें कि एआई सभी के लिए मैं 1 से एन तक जा रहा हूं ठीक है तो यह सभी के लिए सिर्फ एक गणितीय नोटेशन है तो आइए मान लें कि इस बाड़े के अंदर सस्पेंडेड सभी एन वस्तुओं का सतह क्षेत्र काफी छोटा है तो ये सभी छोटे कण हैं जो वास्तव में इस बड़े बाड़े के अंदर तैर रहे हैं और हम कहते हैं कि तापमान T1 T2 वगैरह TN तक हैं तो यानी सतह के तापमान ने सभी को साफ कर दिया मान लीजिए कि अगर हम लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं तो लंबे समय तक प्रतीक्षा करें और सिस्टम ने एक निश्चित संतुलन हासिल कर लिया है बाहरी एडिआबेटिक है मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक है यह यहाँ एक दीवार है और मुझे पता है कि इसे कैसे गर्म करना है मैंने एक बिजली के तार को अंदर रखा और इसे गर्म किया मैं अंदर एक निरंतर तापमान बनाए रख सकता हूं वह एक समस्या क्यों है मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूं तो चलिए बताते हैं तो इसे एडिआबेटिक कहने का उद्देश्य यह है कि सतह से बाहर तक कोई गर्मी का नुकसान नहीं होता है यह एक संपूर्ण प्रणाली है तो हम एक लंबे समय में कहते हैं कि यदि सिस्टम संतुलन में आता है तो इन छोटी वस्तुओं का तापमान क्या होगा क्या होगा तापमान क्या होगा यह Ts होगा है ना क्योंकि एकमात्र तापमान जिसे बनाए रखा जा सकता है वह है Ts तो T1 T2 T3 वगैरह जो संतुलन पर सतह के तापमान के बराबर होगा अब बड़े बाड़े की आंतरिक सतह की प्रकृति क्या होगी या हम कहें कि उत्सर्जन की प्रकृति आइए बताते हैं आंतरिक सतह की प्रकृति या हम कहें आंतरिक सतह से उत्सर्जन की प्रकृति संतुलन पर यह क्या होगा सिर्फ हाँ मान लें कि तापमान केवल रेडिएशन प्रोसेस है आइए हम अभी कंडक्शन के बारे में चिंता न करें ब्लैकबॉडी एक फैलाना उत्सर्जक है यह सब कुछ अवशोषित करता है वह कौन सी वस्तु है जो एक ब्लैकबॉडी एप्रोक्सिमेशन के सबसे निकट है तो आपके पास कहीं एक छोटे से पिनहोल के साथ एक बड़ा घेरा है और वह शरीर पीछे के शरीर की तरह व्यवहार करता है क्योंकि रेडिएशन का एक महत्वपूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन होता है और इसलिए जो कुछ भी आता है वह वास्तव में अंदर रखा जाता है तो आप यहाँ जो देख रहे हैं यह सतह उस एप्रोक्सिमेशन के समान है जिसे हमने एक ब्लैकबॉडी के लिए बनाया था इसलिए जो भी उत्सर्जन से आता है इसलिए क्योंकि सभी वस्तुओं का सतह क्षेत्र जिसे हमने माना है बाड़े के सतह क्षेत्र से काफी छोटा है बाड़े के अंदर महत्वपूर्ण कुल आंतरिक रिफ्लेक्शन होगा और इसलिए अंदर की सतह यह बाड़ा एक ब्लैकबॉडी की तरह व्यवहार करने वाला है यह एक उचित धारणा है तो यह एक ब्लैक बॉडी की तरह व्यवहार करने जा रहा है और इसलिए सतह से निकलने वाला उत्सर्जन एक है यह एक ब्लैकबॉडी रेडिएशन है ठीक है तो इसका उत्तर है और अर्थात कुल ब्लैकबॉडी रेडिएशन Eb होने जा रहा है यह केवल तापमान का एक फलन है तो ध्यान दें कि मैंने पहले ही इंटीग्रल गैरी इंटीग्रल को छोड़ दिया है इसलिए जब मैं यहां लैम्ब्डा और एंग्युलर निर्भरता नहीं डालता तो इसका मतलब है कि यह कुल मात्रा है पिनहोल की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं का वे जैसा व्यवहार करते हैं ये वास्तविक सतह हैं तो वहाँ उत्सर्जन है जो इन वस्तुओं से होने वाला है तो ध्यान दें कि ब्लैकबॉडी एप्रोक्सिमेशन में हमने कहा था कि एक पिनहोल है और कुछ डिएशन पिनहोल के माध्यम से आता है और यह पूरी तरह से अंदर परावर्तित हो जाता है और ये वस्तुएं बिल्कुल ऐसा ही करती हैं एक ब्लैकबॉडी एप्रोक्सिमेशन में उस छेद से उत्सर्जन केवल परिवेश के लिए होता है इसका मतलब यह नहीं है कि अंदर कोई उत्सर्जन नहीं है जो कुछ भीतर उत्सर्जित होता है वह भी अवशोषित हो जाता है तो सतह के हर स्थान से उत्सर्जन होता है यह अन्य सभी स्थानों में भी अवशोषित होता है यही आपका मतलब है कि कुल आंतरिक रिफ्लेक्शन सही है तो उसी तरह यहाँ जो कुछ भी थोड़ा उत्सर्जित होता है केवल बहुत कम मात्रा में वास्तव में इन वस्तुओं द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है यह पिनहोल उदाहरण के समान है जो हमारे पास पहले था